इसलिए यहां हम वीएलएसआई टेस्टिंग पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं इसलिए हम याद करते हैं कि पिछले कुछ व्याख्यानों के दौरान हमने वास्तव में टेस्टिंग के पीछे मूल प्रेरणा के बारे में बात की थी हमें इसकी आवश्यकता क्यों है फिर हमने फाल्ट मॉडलिंग के बहुत महत्वपूर्ण चरणों फिर फाल्ट सिमुलेशन और विभिन्न तरीकों के बारे में बात की जो कि वहां मौजूद हैं इसलिए आज हम संक्षेप में टेस्ट जनरेशन की समस्या को देखते हैं तो इस व्याख्यान का विषय टेस्ट पैटर्न जनरेशन है अब मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट पैटर्न जनरेशन की समस्या मुश्किल है यहां तक कि कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए कुछ खास फॉल्ट्स के लिए टेस्ट जनरेशन को ले जाने में काफी समय लग सकता है कुछ फाल्ट ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाना मुश्किल है इसलिए टेस्ट जनरेशन के सॉफ़्टवेयर को उस विशेष फाल्ट के लिए एक टेस्ट का पता लगाने की कोशिश में बहुत समय और प्रयास खर्च करने की आवश्यकता होती है इसलिए मैंने पहले उल्लेख किया है कि तुलना में फाल्ट सिमुलेशन बहुत तेज है इसलिए लोग आमतौर पर क्या करते हैं वे एक विशेष फाल्ट के लिए एक टेस्ट उत्पन्न करते हैं फिर तुरंत फाल्ट सिमुलेशन करते हैं यह पता लगाने के लिए कि अन्य फॉल्ट्स का भी पता लगाया जा रहा है इसलिए वे अपने लक्ष्य फाल्ट सूची से उन अन्य फॉल्ट्स को हटा देंगे और शेष फॉल्ट्स के लिए टेस्ट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो आइए हम टेस्ट पैटर्न जनरेशन की मूल समस्या पर ध्यान दें तो इस समस्या में इनपुट सर्किट नेटलिस्ट और फाल्ट लिस्ट है इसलिए यहाँ हम फाल्ट सूची पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसमें फॉल्ट्स में एकल स्टैक शामिल हैं यह टूल आपको आउटपुट के रूप में क्या देगा यह आपको टेस्ट वैक्टर T का एक सेट देगा जो इस सूची F से फॉल्ट्स का पता लगाने की कोशिश करता है और साथ ही यह आपको उन फॉल्ट्स की एक सूची देगा जिनके लिए यह एक टेस्ट खोजने में सक्षम नहीं था अब आम तौर पर जिस तरह से यह प्रक्रिया होती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मेरा मतलब यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग है कि फाल्ट सिमुलेशन डिडक्टिव और कॉन्करेंट फाल्ट सिमुलेशन के दौरान क्या किया जा रहा था यहां प्रक्रिया सीक्वेंशियल है आप फाल्ट की सूची में से एक फाल्ट लेते हैं एक टेस्ट उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं फिर फाल्ट लिस्ट से दूसरी फाल्ट लेते हैं और एक टेस्ट और इसी तरह आगे भी करते हैं और बीच में आप डिटेक्ट की गई फॉल्ट्स को तेजी से रिमूव कर के फाल्ट सिमुलेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं तो मैं पहले भी कुछ उदाहरण दिए हैं इसलिए मुझे यहां दोहराएं टेस्ट पैटर्न जेनरेशन करने के पीछे मूल प्रेरणा टेस्ट वैक्टर की जरूरी संख्या को कम करना है क्योंकि हमारा लक्ष्य निश्चित फॉल्ट्स का टेस्ट करना है अब ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी दिए गए फ़ंक्शन की सत्य तालिका की तुलना करें लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सत्य तालिका का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है इसलिए यह बहुत संभव नहीं है इसलिए यह मानते हुए कि मेरे पास एक लक्ष्य फाल्ट मॉडल हैउदाहरण के लिए फाल्ट पर एकल स्टैक मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि क्या अच्छा है मेरा मतलब है कि मैं इतना ऑप्टिमम नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिमम को ढूंढना फिर से बहुत कम्प्यूटेशनल रूप से कठिन है एक अच्छा सेट टेस्ट वैक्टर को ढूंढना जो कि दिए गए सेट से सभी फॉल्ट्स का पता लगाने या उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे इसलिए कुछ उदाहरण यहां दिखाए गए हैं मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था हम एक 4 इनपुट AND गेट लेते हैं तो 4 इनपुट AND गेट को एक सामान्य सत्य तालिका तुलना के लिए 5 टेस्ट वैक्टर की आवश्यकता नहीं होगी और 2 की पावर 4 की आवश्यकता नहीं होगी आम तौर पर आपको 16 वैक्टर की आवश्यकता होती है लेकिन यदि आप इस फॉल्ट्स में स्टक को लक्ष्य करते हैं तो केवल सिंगल स्टक फॉल्ट्स पर हैं आपको केवल 5 टेस्ट वेक्टर की आवश्यकता है पहले 4 टेस्ट वैक्टर इनपुट पर 1 फाल्ट पर स्टक का पता लगाएगा पहले एक 1 पर स्टक गया दूसरा 1 पर स्टक है और और इसी तरह से और भी और यह भी आउटपुट मे 1पर स्टक फाल्ट का पता लगाएगा जबकि अंतिम टेस्ट वेक्टर यह सभी 1 पैटर्न इनपुट पर 0 पर स्टक फॉल्ट का पता लगाएगा साथ ही यह आउटपुट मैं 0 पर स्टक फॉल्ट का जाएगा लेकिन किसी विषम संख्या में इनपुट के साथ एक्सक्लूसिव OR गेट के लिए मान लें कि 5 को हमें केवल 2 टेस्ट वैक्टर चाहिए 0 0 0 0 0 और 1 1 1 1 1 तो यह भी हम 32 टेस्ट वैक्टर की तुलना में पहले चर्चा कर चुके हैं यदि आपने नैवे सत्य तालिका तुलना की है तो यह टेस्ट पैटर्न जनरेशन के पीछे की प्रेरणा है कि अगर हमारे पास टारगेट फॉल्ट्स सेट निर्धारित है तो हम बहुत कम संख्या में आवश्यक टेस्ट वैक्टर की संख्या को कम कर सकते हैं तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं तो यहां हमारे पास 2 स्तर AND OR सर्किट हैं 3 गेट हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितनी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो कुल 14 फाल्ट हैं अब यह तालिका आपको टेस्ट पैटर्न जनरेशन कार्यक्रम का परिणाम दिखाती है इसलिए यदि आप टेस्ट पैटर्न जेनरेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो उस टूल के बारे में बताएं जिसे मैं यहां मौजूद सभी फॉल्ट्स का पता लगाना चाहता हूं तो टूल आपको यह 5 टेस्ट वैक्टर देगा यह 5 अद्वितीय नहीं है कुछ टेस्ट वैक्टर अलग भी हो सकते हैं लेकिन आप इस 1 0 1 1 पैटर्न 1 0 1 1 को आसानी से जांच सकते हैं इसलिए यदि आप 1 0 लागू करते हैं तो यह E 1 होगा यदि आप 1 1 के रूप में C D लागू करते हैं तो F भी 1 होगा इसलिए 1 1 का अर्थ G भी 1 होगा तो आप आसानी से जांच सकते हैं कि यह पैटर्न फॉल्ट्स का पता लगा सकता है क्योंकि यदि A 0 पर स्टक है तो दोनों इनपुट 0 0 होंगे E 0 होगा और इसलिए G 0 होगा इसलिए यदि G बदलेगा तो जब भी अंतिम आउटपुट में बदलाव होगा हम कह सकते हैं कि हमने फ़ॉल्ट का पता लगा लिया है इसी तरह C 0 पर स्टक हुआ है C 0 पर स्टक हुआ है F 0 बनायेगा ये 0 पर स्टक हैं F 0 पर स्टक हैं यदि यह 0 है तो G 0 हो जायेगा और निश्चित रूप से G 0 पर स्टक एक और फाल्ट है I चूक गए कि उनका G भी 0 पर स्टक जाएगा 0 पर स्टक G भी यहाँ होना चाहिए इसी तरह से यहाँ 0 0 1 1 और एक अन्य पैटर्न है यह 1 फाल्ट पर स्टक इस में से कुछ का पता लगा सकता है स्टक A 1 पर स्टक है B 1 पर स्टक है या E स्टक और निश्चित रूप से अंतिम आउटपुट 1 पर स्टक है क्योंकि आम तौर पर यहां आउटपुट 0 होगा इसी तरह मैं अन्य 3 टेस्ट पैटर्न दिखाता हूं और जो फाल्ट हैं जिनका पता लगाया जा रहा है इसलिए जैसा कि मैं कह सकता हूं कि मेरा टेस्ट सेट जो उत्पन्न हो रहा है इन 5 टेस्ट पैटर्न से मिलकर बनता है हमें बहुत नैवे दृष्टिकोण से शुरू करना चाहिए आइए हम सत्य तालिका से टेस्ट का पता लगाने का प्रयास करें हम एक समस्या को इस तरह एक सर्किट के रूप में लेते हैं तो मेरा मतलब है कि यह फिर से 2 स्तर AND OR सर्किट है इसलिए यहाँ हम इस लाइन पर 0 फाल्ट के स्टक पहले AND गेट के आउटपुट के डिटेक्शन को लक्षित कर रहे हैं तो हम इसे अल्फा कहते हैं अल्फा वह फाल्ट है जो इस लाइन पर 0 फाल्ट पर स्टक है तो आप क्या करते हैं हम सिर्फ सत्य तालिका लिखते हैं इनपुट्स a b c हैं तो फाल्ट की अनुपस्थिति में ओरिजिनल फंक्शन यह ab OR ac का एहसास करता है तो यह करेस्पॉन्डइग टू टेबल है यह फॉल्ट फ्री फ़ंक्शन के लिए आउटपुट कॉलम है यह ab OR ac है आप देखते हैं जब ab 1 OR ac 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है अब यदि यहां 0 पर कोई स्टक है तो इस OR गेट का पहला इनपुट हमेशा 0 होगा इसलिए अब फाल्ट पूर्ण फ़ंक्शन केवल ac बन जाएगा इसलिए मैंने फाल्ट पूर्ण फ़ंक्शन को भी दिखाया है f अल्फ़ा जहाँ आप केवल ac देखते हैं यदि यह सत्य है तो केवल आउटपुट 1 है इसलिए तथाकथित सत्य तालिका आधारित दृष्टिकोण कहता है कि अगर मेरे पास सत्य तालिका है और अगर मेरे पास फाल्ट से मुक्त फ़ंक्शन और फाल्ट पूर्ण फ़ंक्शन आउटपुट साइड बाय साइड है तो मैं यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि आउटपुट किस पंक्ति में भिन्न हैं यहाँ तरह इस पंक्ति में आउटपुट अलग है इसलिए फाल्ट मुक्त फ़ंक्शन 1 है और फाल्ट पूर्ण फ़ंक्शन 0 है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पता लगाने के लिए शर्त यह है कि एक टेस्ट वेक्टर के लिए f और f अल्फा का एक्सक्लूसिव OR 1 होना चाहिए XOR का मतलब या तो 0 1 या 1 0 है तब स्थिति कहती है तभी आप फाल्ट का पता लगा सकते हैं तो यहां 1 शून्य है तो XOR 1 है इसलिए यह संतुष्ट करता है तो यहां से आप कह सकते हैं कि इस एक्सक्लूसिव फाल्ट के लिए एक एकल टेस्ट वेक्टर 1 1 0 है लेकिन अगर आपने देखा कि एक से अधिक पंक्तियाँ हैं जहाँ यह स्थिति है तो डिटेक्शन करने के लिए कई टेस्ट पैटर्न संभव हैं लेकिन इस मामले में यह 1 1 0 अद्वितीय है अब हम बूलियन अंतर की विधि को देखते हैं हमने पहले एक अलग संदर्भ में बूलियन अंतर की विधि देखी है जहाँ आप फाल्स पाथ समय विश्लेषण पर देख रहे हैं लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि बूलियन अंतर की समान अवधारणा कैसे है एक फ़ंक्शन का उपयोग किसी दिए गए फ़ंक्शन के लिए सभी संभव टेस्ट वैक्टर उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है बिना सत्य तालिका के स्पष्ट रूप से निर्माण किए बिना आइए हम मूल अवधारणा देखें तो ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि यह एक अलजेब्रिक पद्धति है इस अलजेब्रिक पद्धति का मतलब है कि हम कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पर निर्भर हैं इसलिए क्योंकि यह अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल है कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में लागू करने के लिए यह विधि बहुत सुविधाजनक नहीं है तो यह अवधारणा में सरल होने के लिए कहता है लेकिन स्वचालन के संबंध में या इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना यह थोड़ा मुश्किल है तो आपने एक बूलियन अंतर की परिभाषा को याद किया जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी एक इनपुट वैरिएबल के बूलियन अंतर फ़ंक्शन चलिए f लेते हैं जहां इनपुट वेरिएबल X 1 X 2 से Xn हैं वेरिएबलस में से एक के संबंध में बूलियन अंतर यह कहता है कि Xi को इस प्रकार परिभाषित किया गया है हमने अंतर संकेतन डिफरेंशियल नोटशन df dxi के रूप में निरूपित किया अब आप डेरिवेटिव डिफरेंशियल नोटशन के बारे में सोचते हैं जब आपने कैलकुलस में डेरिवेटिवस का अध्ययन किया है तो dydx निरूपण क्या है dy dx यह दर्शाता है कि यदि हम x को एक इकाई राशि से बदलते हैं तो y में कितना अंतर है यह dy dx के पीछे मूल विचार है तो यहाँ भी यह कुछ इसी तरह है यह कहता है कि अगर मैं Xi को बदल दूं तो f में क्या बदलाव आया है तो जिस तरह से यह मापा जाता है वह अच्छी तरह से है मैंने कहा है कि Xi ने 0 से यह एक सब फ़ंक्शन है जहां अन्य वेरिएबलस समान रहते हैं केवल Xi 0 है मैंने Xi को 1 कहा है इसका मतलब है कि मैं Xi की वैल्यू बदल रहा हूं और मैं यह देखना कि f का मूल्य बदल रहा है या नहीं इसका मतलब है मैं एक एक्सक्लूसिव OR कर रहा हूं अगर मैं देखूं कि यह हिस्सा 0 है यह हिस्सा 1 या 1 है और 0 है तो मैं कहूंगा कि f में भी अंतर है तो संक्षेप में हम इसे Fi0 XOR Fi1 के रूप में दर्शाते हैं Fi0 का अर्थ है कि i th वेरिएबल 0 के लिए कहा जाता है i th वेरिएबल 1 के लिए कहा जाता है यह बूलियन अंतर की परिभाषा है अब कहते हैं कि यह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए बूलियन अंतर मूल रूप से जैसा मैंने कहा था यह उस स्थिति को निर्दिष्ट करता है जिसके तहत यदि आप Xi को बदलते हैं तो f की वैल्यू भी बदल जाएगी इसका मतलब है कि बदलाव आउटपुट को प्रोपागेट करेगा यह बूलियन अंतर की अवधारणा है मुझे फिर से वापस जाने दें यह कहता है कि अगर मैं Xi के मूल्य को बदल देता हूं तो यह स्थिति निर्दिष्ट करती है कि f भी बदल रहा है अगर df dXi 1 के बराबर है जिसका अर्थ है कि यह 0 1 या 1 0 है जिसका अर्थ है अगर मैं Xi बदलूं तो f भी बदल रहा है या जो दूसरे शब्द में कहता है कि लाइन Xi में कोई भी बदलाव किसी बदलाव के संदर्भ में आउटपुट के लिए प्रोपागेट कर रहा है इसका मतलब है अगर Xi बदलता है तो f भी बदल जाता है तो इस अवधारणा के आधार पर हम किसी विशेष फाल्ट का पता लगाने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं आइए हम कहते हैं कि Xi C पर स्टक है जहां C 0 या 1 हो सकता है इसलिए फाल्ट का पता लगाने के लिए 2 शर्तें हैं इसलिए यह यहाँ उल्लेख किया गया है पहली शर्त यहां कहती है हमें C प्राइम के रूप में निरूपित रिवर्स लॉजिक वैल्यू लागू करने की आवश्यकता है इसलिए यदि यह 0 फाल्ट पर स्टक हुआ है तो मुझे फॉल्ट को उत्तेजित करने के लिए इस लाइन पर 1 को लागू करना होगा जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ आइए हम एक सिंगल गेट का एक सरलतम उदाहरण लेते हैं मान लीजिए हम इस लाइन पर 0 पर स्टक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी पहली आवश्यकता इस लाइन पर एक रिवर्स लॉजिक वैल्यू लागू करने की होगी जो कि 1 है 0 का कंप्लीमेंट और दूसरी आवश्यकता यहां उपयुक्त लॉजिक वैल्यू लागू करने की होगी जो कि इस लाइन पर होने वाला यह परिवर्तन फाल्ट मुक्त था 0 फाल्ट 1 है यह परिवर्तन आउटपुट के लिए प्रचारित होना चाहिए AND गेट के लिए मुझे 1 लागू करना होगा जो अन्य इनपुट के लिए एक गैर नियंत्रित मूल्य है ताकि यह परिवर्तन प्रचारित हो ये 2 स्थितियां हैं तो यह यहाँ उल्लेख किया गया है सबसे पहले एक रिवर्स लॉजिक मान को Xi पर लागू किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि विशेष लाइन Xi के पास फाल्ट मुक्त और फाल्ट पूर्ण सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग लॉजिक वैल्यू होंगे और दूसरी बात लाइन ग्यारह पर बदलाव को कम से कम 1 आउटपुट के लिए प्रोपागेट किया जाना चाहिए ये 2 स्थितियां हैं अब दूसरी स्थिति को बूलियन अंतर द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसे आप देखते हैं df dXi क्या दर्शाता है यह उस परिवर्तन को दर्शाता है यदि Xi f में परिवर्तन का कारण बन रहा है जो वास्तव में फाल्ट प्रोपेगेशन की स्थिति है तो हम इन 2 अवलोकनों को जोड़ सकते हैं और आप टेस्ट वैक्टर की जनरेशन के लिए स्थिति निर्धारित कर सकते हैं इसे यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है टेस्ट वैक्टर का सेट जो फाल्ट XI का पता लगा सकता है 0 पर स्टक हो गया है उसे 2 चीजों के प्रोडक्ट द्वारा दिया जाएगा Xi जिसका अर्थ है मेरा मतलब है कि मैं डिटेक्शन की कोशिश कर रहा है कि Xi 0 पर स्टक हुआ है इसका मतलब है कि मुझे रिवर्स लॉजिक वैल्यू लागू करनी होगी मैं इसे Xi द्वारा निरूपित कर रहा हूं क्योंकि अगर इस फ़ंक्शन को 1 होना है तो दोनों को Xi और यह 1 होना चाहिए तो 1 के बराबर Xi का मतलब है कि मैं एक रिवर्स लॉजिक वॉल्यूम लागू कर रहा हूं और df dXi 1 के बराबर का मतलब है कि फाल्ट प्रोपागेट हो रही है परिवर्तन प्रोपागेट हो रहे हैं तो Xi df dXi 1 के बराबर है अगर मैं इस समीकरण को हल करता हूं तो यह मुझे सभी संभावित इनपुट संयोजन देगा जिसके लिए यह स्थिति संतुष्ट है और वे इस फाल्ट के लिए इस सेट टेस्ट वैक्टर का गठन करेंगे इसी तरह फाल्ट के लिए Xi 1 पर स्टक है केवल मैं ही Xi प्राइम Xi डैश का उपयोग करता हूं क्योंकि अब Xi को रिवर्स सेट करना होगा मान जो कि 0 है इसलिए इस 2 का प्रोडक्ट 1 होगा तो Xi डैश 1 का मतलब Xi 0 के बराबर है और निश्चित रूप से परिवर्तन आउटपुट के लिए प्रोपागेट होगा तो 2 स्थितियां हैं जो फाल्ट को उत्तेजित करती हैं और फाल्ट को रोमांचक करने के लिए फाल्ट प्रोपागेट करती हैं मैं फाल्ट की ध्रुवीयता के आधार पर या तो Xi या Xi बार का उपयोग कर रहा हूं और फाल्ट के प्रोपागेट के लिए मैं दूसरे शब्द बूलियन अंतर का उपयोग कर रहा हूं इन 2 का उत्पाद 1 होना चाहिए तो आइए हम एक सरल उदाहरण के लिए काम करें एक गेट स्तर की नेट सूची पर विचार करें जिसमें 5 गेट शामिल हैं मान लीजिए कि हम फाल्ट C 0 पर स्टक और 1 पर स्टक के लिए टेस्ट उत्पन्न करना चाहते हैं इसलिए यदि आप सिर्फ बूलियन मैनिपुलेशन करते हैं तो यह फ़ंक्शन A या B C प्राइम और C प्राइम और दूसरी साइट CD OR CD यह फ़ंक्शन है इसलिए जब से हम लाइन C पर फॉल्ट्स का पता लगाने के लिए लक्ष्य बना रहे हैं हम बूलियन अंतर dF dC की गणना करते हैं तो हम क्या करें हम C को 0 के बराबर लागू करते हैं अगर मैं C को 0 के बराबर लागू करता हूं तो दूसरा पद गायब हो जाता है और C बार 1 बन जाता है इसलिए हमें A प्लस B A plus B और हमें C XOR मिलता है C 1के बराबर होता है यदि मैंने C को 1 के बराबर कहा है तो पहला पद गायब हो जाएगा क्योंकि C प्राइम 0 होगा और यह पद केवल D होगा यदि आप इसे सरल करते हैं तो आपको यह एक्सप्रेशन मिलती है अब C 0 पर स्टक है डिटेक्शन के लिए शर्त C और dF dC 1 के बराबर होगी इसलिए आप इस dF dC को C से गुणा करेंगे इसलिए शर्त ACD प्राइम BCD प्राइम या A प्राइम B प्राइम CD होगी 1 के बराबर तो इससे आप कह सकते हैं कि आपने 3 टेस्ट वैक्टर उत्पन्न किए हैं पहला वेक्टर कहता है कि A को 1 होना है C को 1 होना है D को 0 होना है और B डोंट केयर don't care है तो वास्तव में यह 2 टेस्ट वैक्टर है B 0 या 1 हो सकता है मैं इसे डोंट केयर don't care के रूप में दिखाता हूं दूसरा कहता है कि A डोंट केयर don't care है B 1 C 1 D 0 लेकिन तीसरा 0 0 1 1 कहता है इसलिए हमने सभी संभावित टेस्ट उत्पन्न किए हैं जो C 0 पर स्टक का पता लगा सकते हैं उसी प्रकार C 1 पर स्टक का हमने C प्राइम द्वारा dF dC को गुणा किया हमें इस तरह की एक्सप्रेशन मिलती है और इसके लिए 1 होना चाहिए इन तीन प्रोडक्ट टर्म्स को 1 होना चाहिए यह या यह या यह कम से कम 1 इसलिए स्थितियां A C बार D बार A C बार D बार D डोंट केयर don't care हैं और इसी तरह ये हैं तो आप देखते हैं कि यह बहुत ही सरल तरीका है जो हमें सभी संभावित टेस्ट को निर्धारित करने की अनुमति देता है जो एक विशेष फाल्ट का पता लगा सकते हैं लेकिन यहां एक बात मैंने सिर्फ विधि का वर्णन करने के लिए एक उदाहरण दिया है और यह उदाहरण जो भी मैंने दिखाया है मैंने मान लिया है यह फाल्ट इनपुट में दिखाई दे रहा है लेकिन सामान्य तौर पर यह फाल्ट एक पंक्ति में भी दिखाई दे सकता है जो कि बीच में कहीं है इसलिए बूलियन की संख्या के लिए मेरा मतलब है कि बूलियन अंतर नियम जो आप लागू कर सकते हैं जिसमें महत्वपूर्ण मात्रा में फ़ंक्शन मणिपुलेशन्स की आवश्यकता होती है मैंने यहां इस उदाहरण को नहीं दिखाया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंतरिक फॉल्ट्स का पता लगाने के लिए सर्किट समस्या थोड़ी अधिक कठिन है हमें फ़ंक्शन नियमों सब फंक्शंस को विभाजित करना है सब फंक्शंस के बूलियन अंतर की गणना करना है फिर से उन्हें संयोजित करना है यह थोड़ा सम्मिलित प्रक्रिया है लेकिन यह किया जा सकता है लेकिन परेशानी यह है कि जैसा कि मैंने कहा पूरी प्रक्रिया में एक्सप्रेशंस में मैनिपुलेशन शामिल है जो एक टूल या प्रोग्राम का उपयोग करके स्वचालित तरीके से करना थोड़ा मुश्किल है इसलिए अधिकांश आधुनिक उपकरण जो टेस्ट जनरेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं वे किसी तरह के पाथ सैनिटाइजेशन के दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि जो व्यावहारिक तरीके हैं वे यहां बहुत कम समय में चर्चा के लिए बहुत जटिल हैं इसलिए मैं आपको पाथ सैनिटाइजेशन के पीछे मूल अवधारणा दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि चुनौतियां क्या हैं मौजूदा तरीके और उपकरण वे इन चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश करते हैं और कई आंकड़ों का उपयोग करते हैं जैसे कि टेस्ट जनरेशन तेजी से हो सकती है तो यहाँ पहला बिंदु यह है कि यह बूलियन अंतर की अवधारणा के समान है कैसे क्योंकि यहां भी हम डिटेक्शन के लिए 2 शर्तों को संतुष्ट कर रहे हैं पहला है फाल्ट को रोमांचक बनाना दूसरा फाल्ट के प्रभाव को प्रोपागेट लेकिन मुख्य अंतर इस सब बुलेट में निहित है फ़ंक्शन स्पेसिफिकेशन से बूलियन अंतर काम करता है जैसे आप पिछली स्लाइड को देखते हैं हमने फ़ंक्शन के इस स्पेसिफिकेशन के साथ बूलियन एक्सप्रेशन के रूप में शुरू किया था जहां से हमने सब कुछ ठीक किया था लेकिन इसके विपरीत पाथ सैनिटाइजेशन फ़ंक्शन को बिल्कुल भी नहीं देखता है यह सीधे सर्किट नेट सूची गेट्स और वहाँ इंटरकनेक्ट पर दिखता है इसलिए पाथ सैनिटाइजेशन की विधि बहुत कम परेशान है कि फ़ंक्शन क्या है जो सर्किट द्वारा महसूस किया जाता है लेकिन यह वास्तविक सर्किट विवरण में अधिक रुचि रखता है इसलिए इससे पहले कि आप याद करते हैं हमने गेटों के कंट्रोलिंग और नॉन कंट्रोलिंग वैल्यूज पर चर्चा की इसलिए गेट में इनपुट से आउटपुट में प्रोपागेट करने के लिए अन्य इनपुट को संबंधित नॉन कंट्रोलिंग वैल्यूज के लिए कहा जाना चाहिए इसलिए मुझे केवल अपनी यादें ताज़ा करने दें इसलिए अगर मेरे पास AND गेट है तो बता दें कि यह एक 3 इनपुट AND गेट है वही एक NAND गेट के लिए सच होगा जो मैं इसे साइड बाय साइड दिखा रहा हूं मान लीजिए कि मैं पहली पंक्ति में फाल्ट पर विचार कर रहा हूं जो 0 पर स्टक है व 1 पर स्टक है इसलिए अगर यह 0 पर स्टक है तो मुझे 1 आवेदन करना होगा अगर यह 1 पर स्टक है तो मुझे 0 लागू करना होगा जिसे इसका मतलब है कि मैं इस लाइन पर बदलाव कर रहा हूं लेकिन इस परिवर्तन क्रम में यह आउटपुट के लिए प्रोपागेट किया जाता है तो आप एक AND गेट के लिए याद करते हैं नॉन कंट्रोलिंग वैल्यूज 1 के रूप में जिसका अर्थ है कि मैं NAND के लिए नॉन कंट्रोलिंग वैल्यूज को 1 पर लागू करता हूं ताकि जो भी परिवर्तन हो आउटपुट में सिग्नल परिवर्तन के रूप में प्रोपागेट किया जाएगा एक NAND के लिए वे इंवर्जन होंगे लेकिन फिर भी परिवर्तन होगा यदि यह रेखा 0 से 1 में बदलती है तो यह 1 से 0 में बदल जाएगी लेकिन AND के लिए यह उसी दिशा में बदल जाएगी लेकिन इसी तरह एक OR गेट के लिए यदि आपके पास एक या नॉन कंट्रोलिंग मान अलग अलग OR और NOR समान हैं इसलिए अगर इस लाइन और इस लाइन पर हमारी फाल्ट है तो यहां नॉन कंट्रोलिंग वैल्यूज शून्य होगा क्योंकि यदि आप 1 को लागू करते हैं तो यह कंट्रोलिंग वैल्यू है जो आउटपुट को 1 होने के लिए मजबूर करेगा इसलिए यह परिवर्तन प्रोपागेट नहीं करेगा तो ये नॉन कंट्रोलिंग वैल्यूज हैं लेकिन आप एक एक्सक्लूसिव OR गेट के बारे में सोचते हैं आइए हम एक 3 इनपुट उदाहरण लेते हैं 1 XOR गेट मुझे सिर्फ इसलिए f को इस तरह से एक्सप्रेशन दी गई है मेरा मतलब है विषम संख्या के इनपुट 1 होना चाहिए तो A बार B बार C या A बार B C बार या A B बार C बार या A B C तो यहां अच्छी बात यह है कि अगर मैं इस फाल्ट का प्रोपागेट करना चाहता हूं तो मैं दूसरे इनपुट पर मनमाना वैल्यू लागू कर सकता हूं क्योंकि XOR गेट के लिए कंट्रोलिंग इनपुट जैसा कुछ नहीं है हर इनपुट कंट्रोल कर रहा है हर इनपुट नॉन कंट्रोलिंग है मान लें कि मान लें कि मैं B 0 और C 1 लागू करता हूं तो देखते हैं कि क्या होता है B 0 C 1 का मतलब यह 1 हो जाएगा B 0 यह गायब हो जाएगा B 0 C 1 यह भी गायब हो जाएगा C Prime है B 0 C 1 यह भी गायब हो जाएगा तो आप देखते हैं कि आपकी एक्सप्रेशन A प्राइम है तो A का मान सही प्रोपागेट हो रहा है तो इनपुट के किसी भी संयोजन के लिए XOR गेट के लिए फाल्ट प्रोपागेट होगा तो पाथ सैनिटाइजेशन की इस पद्धति का मूल सिद्धांत इस तरह है इसलिए फाल्ट की जगह पर हम कंप्लीमेंट्री लॉजिक वैल्यू प्रदान करते हैं जो आप बूलियन अंतर में कर रहे हैं फिर हम क्रमिक रूप से 2 चरणों को पूरा करते हैं जिसे हम एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे सबसे पहले आगे ड्राइव चरण है हम उस बिंदु से एक पाथ का चयन करेंगे जहां फाल्ट हो रही है हम इसे फाल्ट के इस दृश्य को सर्किट आउटपुट में से एक में कहते हैं फिर हम नान कंट्रोलिंग वैल्यूज को बताकर पाथ को सेंसीटाइज़ बनाने की कोशिश करते हैं जिस तरह से हमने उल्लेख किया है ताकि फाल्ट का प्रभाव आउटपुट तक प्रोपागेट हो सके फिर हमें बैकवर्ड ट्रेसिंग नामक कुछ करने की आवश्यकता है जहां हमें प्राथमिक इनपुट का निर्धारण करना होगा जो यह सब कुछ संभव बनाता है यहां हमने कुछ मध्यवर्ती रेखाओं के लिए कुछ लॉजिक वॉल्यू लागू किए हैं लेकिन हमें यह निर्धारित करने के लिए कि किन प्राथमिक इनपुट मान के कारण होंगे ये संकेत मान हैं जैसा कि हमने चरण 1 और 2 में तय किया है एक बैकवर्ड ट्रेसिंग करना होगा ये सिग्नल को पीछे की ओर ट्रेस करने की आवश्यकता है इसलिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं फायदे हैं कि एक प्राथमिक इनपुट के लिए टेस्ट भी सेनीटाइज पाथ के साथ सभी लाइनों के लिए एक टेस्ट है क्यों आप देखते हैं कि मेरे पास एक इनपुट है आउटपुट के लिए एक लंबा रास्ता है इसलिए मैं इनपुट्स को गेट्स पर इस तरह से लागू करता हूं कि इनपुट में कोई भी बदलाव आउटपुट के लिए प्रोपागेट होगा यह मध्यवर्ती लाइनों पर फॉल्ट्स के लिए धारण करेगा यदि इस लाइन का चयन किया जाता है तो न केवल इस लाइन में किसी भी परिवर्तन को भी प्रोपागेट किया जाएगा इस रेखा के किसी भी परिवर्तन को भी प्रोपागेट किया जाएगा इसलिए पथ के साथ सभी फॉल्ट्स का पता एकल टेस्ट वेक्टर द्वारा लगाया जाएगा यह एक फायदा है लेकिन नुकसान यह है कि जब हम यहां इस विवरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यदि सर्किट में फैन आउट है और फैन आउट होने के बाद यह फिर से बाद में परिवर्तित हो रहा है तो इसके लिए बहुत सारे बैक ट्रैकिंग की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि बैकवर्ड ट्रेस के दौरान संघर्ष हो सकता है आप हैं मेरा मतलब है कि आप इनपुट वैल्यूज के अद्वितीय असाइनमेंट को खोजने में विफल हो सकते हैं इसलिए आपको वापस जाना पड़ सकता है एक वैकल्पिक पथ आज़माएं और प्रक्रिया को दोहराएं तो इसके लिए एक साथ एक से अधिक पथ के सैनिटाइजेशन की आवश्यकता हो सकती है ये समस्याएं और जटिलताएँ पैदा करती हैं जैसा मैंने अभी कहा तो व्यवहार में कई विधियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है वे सभी मूलभूत एल्गोरिदम की विविधताएं हैं जो D एल्गोरिथ्म PODEM और FAN हैं लेकिन वर्तमान संस्करण कुछ ह्यूरिस्टिकस के साथ इसमें सुधार कर रहे हैं जो हमें टेस्ट जनरेशन को तेजी से चलाने में मदद करते हैं एक उदाहरण लेते हैं तो हमारे यहां एक सर्किट नेट सूची है आइए हम 1 पर स्टक फाल्ट E के लिए एक टेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए अपने पहले कदम में हम क्या करते हैं फाल्ट के स्थल पर एक रिवर्स लॉजिक वैल्यू लागू होती है तो हम यहां 0 लागू करते हैं अगला कदम हमें रास्ते में गेट के अन्य इनपुटों पर नॉन कंट्रोलिंग वैल्यूज को लागू करके आउटपुट पर फाल्ट प्रभाव को प्रोपागेट करना होगा तो यहाँ एक एकल आउटपुट है और पथ की साइट से कोई फाल्ट है यह एकल पथ है तो मैं क्या करूं और गेट मैं एक नॉन कंट्रोलिंग वैल्यू 1 लागू करता हूं OR गेट मैं एक नॉन कंट्रोलिंग वैल्यू 0 को लागू करता है ताकि फाल्ट का प्रभाव प्रोपागेट हो जाए फिर यह 0 1 1 ये मेरे असाइनमेंट पहले से ही मिले हैं अब मुझे बैकट्रेस करना होगा प्राथमिक इनपुट की ओर बैक ट्रेस और तदनुसार गेट इनपुट के लिए मान निर्दिष्ट करता है उदाहरण के लिए मेरे यहाँ 0 है तो A B का मान क्या होना चाहिए 0 0 भी होना चाहिए तभी मुझे यहाँ 0 मिलेगा तो जैसे यदि हम बैक ट्रेस 0 0 को आगे बढ़ाते हैं तो मेरे पास 1 यहाँ है यह इन्वर्टर इनपुट 0 होना चाहिए क्योंकि यह 0 है C भी 0 होगा एक बार जब आप C 0 बना लेते हैं जो स्वचालित रूप से D 0 बनाता है तो D को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो D डोंट केयर don't care को सकती है तो आप इस फाल्ट के लिए देखते हैं कि हमने एक टेस्ट वेक्टर 0 0 0 डोंट केयर don't care है और इतनी आसानी से बिना किसी मैनिपुलेशन के और मैं यह कह रहा हूं कि जिस पथ को उदाहरण के लिए सेंसीटाइज़े बनाया जा रहा है E 1 पर स्टक मेरी फाल्ट थी मैं यह भी पता लगा सकता हूं यहां देखें कि H 0 1 होगा आप आवेदन कर रहे हैं तोफाल्ट मुक्त स्थिति के तहत H 0 होगा तो H 0 पर स्टक भी वहां होगा और Z 0 पर स्टक भी वहां होगा तो इस टेस्ट वेक्टर द्वारा पथ के सभी फॉल्ट्स का भी पता लगाया जाएगा इसलिए जैसा कि मैंने कहा नोट करने के लिए बस कुछ बिंदु पाथ सेन्सीटाइजेशन इतना सरल नहीं है जितना कि यह उदाहरण दिखाता है बैक ट्रेसिंग चरण के दौरान बहुत सारे कनफ्लिक्ट हो सकते हैं हमें एक तथाकथित बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथ्म की आवश्यकता है या आपको एक ही समय में कई पाथ्स को सेंसीटाइज़ बनाने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए व्यावहारिक टेस्ट जनरेटर काफी जटिल और परिष्कृत हैं तो कॉम्बिनेशनल ATPG के बारे में स्वचालित टेस्ट पैटर्न जनरेशन के लिए खड़ा है इसलिए कॉम्बिनेशनल ATPG उपकरण उपलब्ध हैं वे बहुत अच्छे हैं लेकिन अनुक्रमिक ATPG उपकरण इस मायने में अच्छे नहीं हैं कि इस अर्थ में कि वे अधिक समय लेते हैं और वे अक्सर कई फॉल्ट्स के लिए टेस्ट का पता लगाने में सक्षम नहीं होते हैं इसलिए c बहुत कम है और एक और अवलोकन है कि टेस्ट जनरेशन फॉल्ट सिमुलेशन से धीमी है इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं